अब हम इन रजिस्टर्स पर गौर करेंगे जो हमारे पास इस एक्सेक्युशन यूनिट में है पहले अक्यूमलेटर रजिस्टर है जैसा कि मैंने कहा कि इसे दो 8 बिट रजिस्टर AL और AH माना जा सकता है और इन्हें एक साथ जोड़कर 16 बिट रजिस्टर AX के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है AL में लोअर ऑर्डर बाइट होता है और AH में हायर ऑर्डर बाइट होता है इसलिए AL लोअर ऑर्डर ह और AH हायर ऑर्डर है IO इंस्ट्रक्शंस AX या AL का उपयोग 16 या 8 बिट डेटा को IO पोर्ट में या IO पोर्ट से इनपुट या आउटपुट के लिए करता है तो आपके पास 16 बिट IO पोर्ट हो सकता है आपके पास 8 बिट I O पोर्ट हो सकता है यदि आपके पास 8 बिट IO पोर्ट है तो आपको मूल्य को आउटपुट करने के लिए इस AL रजिस्टर का उपयोग करना होगा और यदि आप 16 बिट मूल्य को आउटपुट कर रहे है तो AX रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है तो इंस्ट्रक्शन खुद ही उस चीज की पहचान कर लेगा जैसे कि यदि आप IN AX कुछ पोर्ट नंबर कहते है तो कुछ पोर्ट नंबर होना चाहिए यदि आप इस पोर्ट एड्रेस से पढ़ रहे है तो यह माना जाता है कि यह 16 बिट पोर्ट होगा और 16 बिट वैल्यू AX रजिस्टर पर आ जाएगी यदि यह 8 बिट पोर्ट है तो आप इसी तरह लिख सकते है IN AL कुछ पोर्ट एड्रेस और इस पोर्ट को 8 बिट पोर्ट माना जाता है और 8 बिट वैल्यू AL रजिस्टर पर आ जाएगी तो इस तरह से हमारे पास इस AL और AX रजिस्टर के लिए 8 बिट और 16 बिट एक्सेस हो सकते है गुणन और विभाजन भी AX या AL का उपयोग करते है तो वे भी इस AX या AL रजिस्टर का उपयोग कर सकते है तो 16 बिट गुणन के लिए यह AX रजिस्टर होगा 8 बिट गुणन के लिए हमारे पास AL रजिस्टर होगा एक और रजिस्टर BX तो BX एक सामान्य उद्देश्य रजिस्टर है लेकिन इसे मेमोरी एड्रेसिंग के लिए कुछ अन्य कार्यक्षमता मिली है इसीलिए इसे बेस एड्रेस कहा जाता है तो इसमें दो 8 बिट रजिस्टर BL और BH शामिल है तो उन्हें 16 बिट जोड़ी BX रजिस्टर के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है BL लोअर ऑर्डर बाइट है BH हायर ऑर्डर बाइट है तो यह एकमात्र जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसकी सामग्री का उपयोग 8086 मेमोरी को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है तो आप इस BX रजिस्टर को एक पॉइंटर की तरह उपयोग कर सकते है तो आप इस मेमोरी को संबोधित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते है इसलिए इस रजिस्टर सामग्री का उपयोग करने वाले सभी संदर्भ DS को डिफ़ॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर के रूप में संबोधित करते है इसलिए आपके पास MOV AX BX जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते है तो इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ कुछ इस तरह होगा उस AX रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन DS BX की सामग्री मिलेगी इसलिए यह 16 गुणा DS प्लस BX है तो इस तरह से यह आ जाएगा तो यह BX रजिस्टर एकमात्र जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसका उपयोग मेमोरी एड्रेसिंग के लिए किया जा सकता है और इसे बेस एड्रेसिंग कहा जाता है बेस एड्रेसिंग के तहत इसका उपयोग किया जाएगा और यह DS रजिस्टर का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा आगे हम CX रजिस्टर में देख रहे है अब आप देखते है कि AX रजिस्टर जो अक्यूमलेटर है के अलावा अन्य रजिस्टर BX CX है उन्हें कुछ विशेष नाम दिए गए है 8085 के विपरीत जहां हमें इस तरह ABCD मिले है तो ये ABCD कुछ आरबिटरेरी थे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहां यह CX रजिस्टर एक और 16 बिट रजिस्टर है जिसमें दो 8 बिट रजिस्टर CL और CH शामिल है CL में लोअर ऑर्डर बाइट होता है CH में हायर ऑर्डर बाइट होता है फिर हमें शिफ्ट रोटेट लूप वगैरह जैसे कई विशेष इंस्ट्रक्शन मिले है जहां CX रजिस्टर का उपयोग काउंटर के रूप में किया जाता है तो वास्तव में इस लूप इंस्ट्रक्शन का एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है आप देख सकते है कि लूप का उपयोग करते समय जैसे कि अगर मैं एक लूप करना चाहता हूं तो मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज मेंहमें I 1 से 10 के लिए एक लूप मिला है तो लूप के इस बॉडी को दोहराया जाएगा और यदि यह लूप है तो जब हम इसे 8086 के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में परिवर्तित करते है तो हम क्या कर सकते है हम इस CX रजिस्टर को 10 मान के साथ लोड कर सकते है इसके लिए MOV CX 10 जैसे इंस्ट्रक्शन है तो CX रजिस्टर वैल्यू 10 है और फिर हम कह सकते है कि लूप स्टार्ट होता है तो यह क्या करेगा यह इस लूप बॉडी को 10 बार दोहराएगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इस लूप बॉडी को यहां रखा जा सकता है तो यह इस लूप बॉडी को दोहराता रहेगा और हमें लूप कंडीशन के एन्ड को अंत में जांचना नहीं है आम तौर पर यदि हम 8085 में इस प्रोग्राम को लिख रहे है तो यह कुछ इस तरह दिख रहा होगा सबसे पहले रजिस्टर R को 1 से इनिशियलाइज़ करना है और फिर हमें यहाँ जांचना होगा कि R 10 के बराबर है या नहीं और यदि नहीं तो फिर मुझे यहाँ लूप बॉडी मिलनी चाहिए और फिर हमें R को बढ़ाना होगा R को R प्लस 1 के बराबर करना होगा और फिर इस L1 पोजीशन पर कूदना होगा L1 पर कूदना होगा इसलिए प्रोग्राम कुछ इस तरह दिखेगा संरचनात्मक रूप से यह कुछ इस तरह दिखेगा अब आप देखते है कि इन अतिरिक्त चीजों को 8086 लूप इंस्ट्रक्शन के मामले में नहीं किया जाना चाहिए तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी और इस लूप बॉडी को कितनी बार एक्सेक्यूट किया जाएगा यह इटरेशन काउंट CX रजिस्टर रखेगा तो उस काउंट को CX रजिस्टर में रखा गया है इसलिए हम इस इंस्ट्रक्शन पर वापस आएंगे जब हम इस 8086 इंस्ट्रक्शन सेट पर जाएंगे तो यह लूप शुरू होता है फ्लैग्स को प्रभावित किए बिना यह ऑटोमेटिकली CX रजिस्टर में 1 से कमी करेगा और हम जांच करेंगे कि क्या CX 0 के बराबर हो जाता है यदि यह 0 है तो 8086 अगले इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करता है अन्यथा 8086 लेबल स्टार्ट को ब्रांच करेगा तो लूप बॉडी के अंत में आप लूप स्टार्ट कह सकते है तो यह वापस लेबल स्टार्ट पर जा रहा है यदि CX नॉन जीरो है और अगर CX 0 है तो लूप बॉडी खत्म हो गई है तो यह ऑटोमेटिकली अगले इंस्ट्रक्शन पर जाएगा तो हम जीरो ओवरहेड लूपिंग लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते है इसलिए लूपिंग उद्देश्य के लिए हमें कोई अतिरिक्त ओवरहेड भुगतान नहीं करना होगा फिर एक अन्य रजिस्टर DX रजिस्टर या डेटा रजिस्टर है और इसमें दो 8 बिट रजिस्टर DL और DH मिले है संयुक्त होने पर इस DL रजिस्टर में लोअर ऑर्डर बाइट होगा और DH रजिस्टर में हायर ऑर्डर बाइट होगा इसका उपयोग 16 X 16 गुणन में हायर 16 बिट परिणाम को धारण करने के लिए किया जाता है इसलिए यदि आप 16 X 16 गुणन करते है तो परिणाम 32 बिट होगा और 32 बिट परिणाम के लिए यह DX रजिस्टर हायर ऑर्डर बाइट को रखेगा और गुणन इंस्ट्रक्शन के लिए यह AX रजिस्टर लोअर ऑर्डर बाइट को रखेगा इसी तरह यदि आप विभाजन ऑपरेशन कर रहे है तो यह विभाजन से पहले भाज्य के हायर आर्डर 16 बिट्स और विभाजन के बाद का 16 बिट शेष है इस तरह यह DX रजिस्टर विशेष रूप से गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए उपयोगी है तो गुणन के लिए DX के पास ये हायर 16 बिट्स होंगेऔर AX के पास लोअर 16 बिट्स होंगे और अगर हम 32 बिट डेटा को 16 बिट डेटा से विभाजित करने जा रहे हैतो इस 32 16 डिवीजन से पहले यह 16 बिट भाज्य तो इस DX रजिस्टर में भाज्य के हायर आर्डर 16 बिट्स और AX रजिस्टर में यह लोअर आर्डर 16 बिट्स होंगे और विभाजन के बाद इस DX रजिस्टर में शेष होगा तो विभाजन किया जाएगा और फिर DX रजिस्टर में शेष रहेगा और इस AX रजिस्टर में भागफल होगा AX में भागफल होगा और DX में शेष होगा तो इस तरह यह DX रजिस्टर विशेष रूप से गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए उपयोगी है अन्यथा आप इसे एक जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में उपयोग कर सकते है तो यह हमेशा होता है लेकिन गुणन और विभाजन के इस विशेष कार्य के लिए दो और विशेष उद्देश्य रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर इसलिए वे दोनों इस मायने में एक समान है कि दोनों स्टैक सेगमेंट तक पहुंच प्राप्त करेंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर का एक ऑपरेंड के रूप में उपयोग करता है मेमोरी के स्टैक सेगमेंट में देखेगा इसलिए यदि आपके पास MOV AX BP जैसा कोई इंस्ट्रक्शन है तो यह डेटा सेगमेंट में नहीं देखेगा लेकिन यह स्टैक सेगमेंट में देखेगा जबकि यदि आप इंस्ट्रक्शन MOV AX si में देखतेहै तो इसमें यह सेगमेंट रजिस्टर के रूप में DS रजिस्टर का उपयोग करेगा इसलिए यह डेटा सेगमेंट का उपयोग करेगा हालांकि यदि आप MOV AX BP की तरह लिख रहे है तो इस मामले में सेगमेंट रजिस्टर स्टैक सेगमेंट होगा तो इस SP और BP का उपयोग स्टैक सेगमेंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है एक्सटर्नल मेमोरी में स्टैक सेगमेंट को शामिल करने वाले इंस्ट्रक्शंसके एक्सेक्यूशन के दौरान वर्तमान स्टैक सेगमेंट रजिस्टर से ऑफसेट के रूप में SP का उपयोग किया जाता है तो मूल रूप से हमें यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर मिल गया है और फिर जब भी आप इस पुश पॉप ऑपरेशन को कर रहे होते है तो पॉप या पुश इंस्ट्रक्शंस के कारण स्टैक पॉइंटर को ऑटोमेटिकली अपडेट इंक्रीमेंट या डेक्रेमेंट किया जाएगा तो जब आप एक पॉप करते है तो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जाता है और जब आप एक पुश करते है तो स्टैक पॉइंटर को डेक्रेमेंट किया जाता है क्योंकि यह SS रजिस्टर इस मेमोरी के निचले हिस्से की ओर इशारा करेगा जहाँ यह स्टैक बनाया गया है और फिर जैसा कि आप एक पुश ऑपरेशन कर रहे हैतो स्टैक पॉइंटर को डेक्रेमेंट किया गया है अगर आपको यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यहाँ मिल गया है और इस दिशा में मेमोरी एड्रेस कम हो रहे है तो इस दिशा में मेमोरी एड्रेसेस कम हो रहे है और फिर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर को अधिकतम मूल्य पर रखा गया है और इस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को 0 के बराबर बनाया गया है अब इसके बाद जब भी आप एक पुश कर रहे हों तो यह मूल्य 1 से घटाया जाएगा इसलिए यह वह स्थान प्राप्त कर रहा है जहां मूल्य एक पुश इंस्ट्रक्शन में आएगा या यदि आप उस स्थिति में एक पॉप ऑपरेशन कर रहे है तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा कुछ समय में स्टैक इस तक पूर्ण हो सकता है ये सभी स्थान भरे हुए है और स्टैक पॉइंटर इस ओर इशारा कर रहा है फिर उस स्थिति में स्टैक पॉइंटर को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के बाद स्टैक पॉइंटर को नीचे आना चाहिए तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू बढ़नी चाहिए तो यह वह कर रहा होगा तो इस तरह से हम इस स्टैक पॉइंटर और इस स्टैक सेगमेंट को इस पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के लिए एक्सेस कर सकते है बेस पॉइंटर यह वर्तमान स्टैक सेगमेंट के भीतर एक ऑफसेट है तो इसका उपयोग बेस एड्रेसिंग मोड के लिए किया जा सकता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि कई बार जब आप पैरामीटर वगैरह पास कर रहे होते है तो कॉल्ड प्रोसीजर में पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए स्टैक सेगमेंट पर गौर करना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए इस बेस पॉइंटर का उपयोग पास कर चुके विभिन्न पैरामीटर्स पर जाने के लिए किया जा सकता है एक्सेक्यूशन यूनिट में 2 और विशेष उद्देश्य रजिस्टर है एक को सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI कहा जाता है और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर या DI है वे इंडेक्स्ड एड्रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते है इसलिए जैसा कि आप जानते है कि इंडेक्स्ड एड्रेसिंग बहुत लोकप्रिय एड्रेसिंग मोड्स में से एक है जहां इन रजिस्टर्स को इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो आपको सेगमेंट की शुरुआत की ओर इशारा करते हुए यह DS रजिस्टर मिला है और DSSI उस सेगमेंट के भीतर विशेष प्रविष्टि की ओर इशारा करेगा इन SI और DI रजिस्टर्स का उपयोग इस इंडेक्सिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है ये इंस्ट्रक्शंस जो डेटा स्ट्रिंग्स को संसाधित करते है इन SI और DI रजिस्टर्स का एक साथ उपयोग करते है SI DS का उपयोग एक सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा DI ES का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के बीच अंतर किया जा सके इसलिए यदि आपको यह मेमोरी के रूप में मिला है और फिर उस मेमोरी में मान लीजिए कि हमें दो सेग्मेंट्स मिल गए है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था यह एक सेगमेंट है और यह एक और सेगमेंट है और आप इस स्पेस से कई बाइट्स को इस स्पेस में ट्रांसफर करना चाहते है तो आपको यह सोर्सके रूप में मिला है और यह डेस्टिनेशन के रूप में यह बाइट्स की संख्या होगी जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते है तो आप क्या कर सकते है इस सेगमेंट रजिस्टर को आप DS द्वारा इंगित कर सकते है इस सेगमेंट रजिस्टर को आप ES द्वारा इंगित करते है SI रजिस्टर आप यहां आरंभीकृत कर सकते है और DI आप यहां आरंभीकृत कर सकते है और जिन बाईट्स को आप ट्रांसफर करना चाहते है उनकी संख्या रखने के लिए आप रजिस्टर CX काउंट रजिस्टर को इनिशियलाइज़ करते है सोर्स से आप कितने बाइट्स स्थानांतरित करना चाहते है बाइट्स की ये संख्या आप CS रजिस्टर में लोड कर सकते है और फिर आप इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन MOVs का उपयोग कर सकते है यह एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन MOV है इसलिए यदि आप इसका उपयोग करते है तो यह क्या करेगा यह ऑटोमेटिकली इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री को इस मेमोरी लोकेशनपर स्थानांतरित कर देगा तो जो कुछ भी काउंट इस CX रजिस्टर में डाल दिया गया है यह उसे स्थानांतरित कर देगा इतने बाइट्स यह सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक में स्थानांतरित हो जाएंगे तो इस तरह यह सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोगी हो सकते है एक और रजिस्टर जो हमारे पास है वह फ्लैग रजिस्टर है तो इस फ्लैग रजिस्टर में जो बिट्स महत्वपूर्ण है वे बिट 0 है जो कैरी फ्लैग है इसलिए यह फ्लैग तब सेट किया जाता है जब एडीशन के मामले में मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट से कैरी आउट मिलता है और सब्ट्रैक्शन में बॉरो मिलता है तब यह कैरी फ्लैग सेट होता है तो यह 8085 के समान है इसके अलावा हमारे पास स्टेटस रजिस्टर PSW रजिस्टर है तो यह भी उसी के समान है हमें बिट नंबर 1 मिला है जो अनिर्दिष्ट है तो यह उनके आंतरिक उद्देश्य के लिए हो सकता है फिर यह बिट संख्या 2 पैरिटी फ्लैग है तो यह फ्लैग 1 पर सेट है यदि परिणाम के लोअर बाइट में 1 की संख्या सम है और 1 की विषम संख्या के लिए यह 0 पर सेट है तो यदि आपको लगता है कि लोअर आर्डर बाइट में 1 की संख्या इवन यानि सम है तो यह 1होगा इसलिए इसका समग्र परिणाम विषम समता होना चाहिए तो यह विषम समता सिद्धांत का पालन करता है बिट 3 का उपयोग नहीं किया जाता है हमें बिट संख्या 4 पर यह ऑक्सिलिअरि कैरी फ्लैग मिला है इसलिए यह फ्लैग सेट है अगर सबसे कम निबल से यानि लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स से एक कैरी है तो एडीशन के दौरान बिट 3 या सब्ट्रैक्शन के दौरान सबसे लोएस्ट निबल यानी बिट 3 के लिए बॉरो तो अगर सबसे कम निबल से यानी सबसे कम 4 बिट्स से एक कैरी मिलता है तो यह बिट सेट हो जाएगा या यदि लोएस्ट 3 बिट्स के लिए बॉरो है तो यह बिट 1 पर सेट हो जाएगा बिट 5 का उपयोग नहीं किया जाता है फिर बिट 6 जीरो फ्लैग है यदि किसी इंस्ट्रक्शन द्वारा की गई गणना या तुलना का परिणाम 0 है जैसे यदि आप समानता की जाँच कर रहे है या यदि आप कुछ जोड़ या घटाव संचालन कर रहे है और परिणाम 0 हो जाता है तो उस स्थिति में जीरो फ्लैग सेट किया जाएगा फिर हमें साइन फ्लैग SF मिला है यह फ्लैग तब सेट किया जाता है जब किसी भी गणना का परिणाम नेगेटिव होता है यदि परिणाम नेगेटिव होता है तो उस स्थिति में यह SF फ्लैगसाइन फ्लैग सेट हो जाएगा फिर हमें TF फ्लैग मिला है तो यह ट्रैप फ्लैग है इसका मतलब है कि यह सिंगल स्टेप एक्सेक्युशन मोड में प्रवेश करेगा तो सिंगल स्टेप एक्सेक्युशन या यह सिंगल स्टेपिंग है यह तब उपयोगी होता है जब आप किसी प्रोग्राम को डिबग करने की कोशिश कर रहे होते है जैसे प्रोग्राम डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में हो सकता है कि हम प्रोग्राम को लिखे लेकिन हो सकता है कि प्रोग्राम मुझे सही रिजल्ट नहीं दे रहा हो इसलिए यह समझने के लिए कि संभावित समस्या क्या हो सकती है हमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप यानि एक बार में एक इंस्ट्रक्शन चलाने की आवश्यकता हैऔर हम प्रोग्राम के माध्यम से यह देख सकते है कि यह कैसा चल रहा है इसलिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करने के बाद प्रोग्राम को रोकना यह मुश्किल हो सकता है इसलिए यदि आप इस TF बिट को सेट करते है तो यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्युशन के बाद आंतरिक इंटरप्ट उत्पन्न करके सिंगल स्टेप एक्सेक्युशन मोड सुनिश्चित करेगा इसलिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्युशन के बाद यह एक इंटरप्ट उत्पन्न करेगा जिसका वह इंतजार करता है डिबगर रूटीन के रूप में हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन हो सकती है इंटरप्ट सर्विस रूटीन वास्तव में डिबगर कोड है जो हमारे पास है इसलिए अब यह आंतरिक रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है उपयोगकर्ता जिस मूल्य को देखना चाहता है उसके आधार पर उन्हें उपयोगकर्ता को दिखाया जा सकता है तो इस तरह डीबगर डिजाइन को इस TF बिट का उपयोग करके सुगम बनाया जा सकता है इसके बाद If बिट है जो कि इंटरप्ट फ्लैग है यदि इसे सेट किया जाता है तो 8086 बाहरी मास्क इंटरप्टस को पहचान लेगा और इसे क्लियर करने से इन इंटरप्टस को डिसेबल कर देगा तो मूल रूप से हमारे पास 8086 में मास्केबल इंटरप्टस है इसलिए यदि आप इसे 1 पर सेट करते है तो यह मास्केबल इंटरप्टस 8086 प्रोसेसर तक पहुंच जाएंगे यदि आप इसे 0 पर सेट करते है तो ये सभी इंटरप्टस डिसेबल हो जाएंगे 8086 प्रोसेसर तक कोई भी इंटरप्ट नहीं पहुंचेगा फिर हमें यह डायरेक्शन फ्लैग DF मिला है इसका उपयोग स्ट्रिंग मैनीपुलेशन ऑपरेशन के लिए किया जाता है यदि यह बिट 0 है तो स्ट्रिंग को लोएस्ट एड्रेस से हाईएस्ट एड्रेस तक प्रोसेस्ड किया जाता है जो कि ऑटोइंक्रीमेन्टिंगमोड है अन्यथा स्ट्रिंग को हाईएस्ट एड्रेस से लोअर एड्रेस पर ऑटो डिक्रीमेंटिंग मोड में प्रोसेस्ड किया जाएगा तो यह इस तरह है मैं इस कोड को स्थानांतरित करना चाहता हूं जैसे कि यह मेमोरी है और हम जानते है कि हम स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को स्थानांतरित कर सकते है इसलिए वे मुख्य रूप से डेटा के एक ब्लॉक को एक चंक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी होते है अब यदि ये चंक्स नॉन ओवरलैपिंग नहीं हैं तो यह सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 1 से मैं इसे सेगमेंट 2 में स्थानांतरित करना चाहता हूं अब यदि सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 नॉन ओवरलैपिंग है तो मैं इस बाइट को यहां कॉपी कर सकता हूं और फिर अगले स्थान पर अगले बाइट को तो मैं इस तरह से कर सकता हूं या मैं दूसरा तरीका भी कर सकता हूं मैं नीचे से कॉपी करना शुरू कर सकता हूं पहले इसको यहां कॉपी करें फिर इसे यहां कॉपी करें तो मैं इसे इस तरह से कर सकता हूं लेकिन अगर सेग्मेंट्स ओवरलैपिंग है यानी मेमोरी में मुझे यह सोर्स सेगमेंट इस तरह मिला है यह मेरा सोर्स सेगमेंट है और यह डेस्टिनेशन है तो यह डेस्टिनेशन है और यह सोर्स है उस स्थिति में हमें नीचे से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है अन्यथा सामग्री को ओवरराइट किया जाएगा इसलिए मुझे नीचे से शुरू करने की आवश्यकता है पहले यहां कॉपी करें फिर वहां मुझे इस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है या अगर ओवरलैपिंग दूसरे तरीके से है यदि मान लीजिए ओवरलैपिंग इस तरह से है यह सोर्स है और यह डेस्टिनेशन है तो यह आपका डेस्टिनेशन है और यह सोर्स है अगर ऐसा होता है तो मुझे शुरुआत से ही कॉपी करना शुरू करना होगा इसलिए पहले स्थान से मुझे कॉपी करना शुरू करना है सोर्स की शुरुआत से मुझे कॉपी शुरू करना है तो यह दिशा स्टेटस रजिस्टर में DF फ्लैग द्वारा नियंत्रित की जा सकती है इसलिए यदि आप DF फ्लैग को 0 पर सेट करते है तो यह एक दिशा से कॉपी करेगा और यदि आप इसे 1 पर सेट करते है तो यह दूसरी दिशा से कॉपी करेगा इसलिए इस सोर्स और डेस्टिनेशन ब्लॉक के एड्रेसेस को देखकर आप केवल यह पता लगा सकते है कि इसे किस दिशा में सेट किया जाना चाहिए और ओवरलैपिंग पैटर्न के आधार पर हम दिशा का चयन कर सकते है ओवरलैपिंग पैटर्न के आधार पर हम DF फ्लैग या डायरेक्शन फ्लैग का चयन कर सकते है और फिर एक ओवरफ्लो फ्लैग है इसलिएयदि ओवरफ्लो होता है तो यह फ्लैग सेट किया जाता है यदि साइंड ऑपरेशन का परिणाम एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में समायोजित करने के लिए पर्याप्त है तो ओवरफ्लोफ्लैग0 होगा और यदि परिणाम 8 बिट साइंड ऑपरेशन के मामले में 7 बिट्स से अधिक आकार का है और 16 बिट साइंड ऑपरेशन के मामले में 15 से अधिक बिट्स है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट किया जाएगा तो 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में आप जानते है कि यदि कुल स्थान 8 बिट के रूप में दिए गए है तो आपकी संख्या 27 से 27 1 के रूप में होनी चाहिए तो अगर यह 7 बिट्स में साकार नहीं होता है तो ओवरफ्लो होगा तो 2s कॉम्प्लीमेंट में सभी नंबरों को 8 बिट में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है जब आप 16 बिट प्रतिनिधित्व के लिए जा रहे होते है तो यह 215 से 215 1 तक चला जाता है इसलिए यदि आप उस सीमा से आगे जा रहे है तो ओवरफ्लो सेट हो जाएगा अन्यथा ओवरफ्लो बिट 0 है इसलिए इस फ्लैग रजिस्टर में ये सभी जानकारी होगी और हम इसका उपयोग विभिन्न स्थितियों की जांच के लिए कर सकते है आगे हम जनरल पर्पस रजिस्टर में देखेंगे ये इन रजिस्टर्स का सारांश है जो हमारे पास 8086 में है इन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है समूह एक जनरल पर्पस रजिस्टर है ये जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट या 8 बिट हो सकते है तो AX BX CX DX 16 बिट रजिस्टर है और AL BL BH CL CH DL DH 8 बिट रजिस्टर है फिर दो 16 बिट पॉइंटर्स SP स्टैक पॉइंटर और BP बेस पॉइंटर है दो इंडेक्स रजिस्टर है SI और DI सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स वे भी 16 बिट है फिर एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP है तो यह इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है जो हमारे पास है फिर सेगमेंट रजिस्टर में CS DS SS और ES कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट है वे भी 16 बिट रजिस्टर है और फिर हमें एक और फ्लैग रजिस्टर या PSW प्रोसेसर स्टेटस वर्ड मिला है तो यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है इस तरह हमारे पास 8086 में ये रजिस्टर है और उनके अलग अलग उद्देश्य है तो इस उद्देश्य को आप इस तरह संक्षेप कर सकते है कि AX रजिस्टर एक 16 बिट अक्यूमलेटर रजिस्टर है 8 बिट के लिए भी हमें AL मिला है जो अक्यूमलेटर के रूप में काम करेगा तो यह AX 16 बिट ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाएगा और AL 8 बिट ऑपरेशन के लिए अक्यूमलेटर के रूप में काम करेगा फिर BX रजिस्टर बेस रजिस्टर BX है यह बेस एड्रेसिंग मोड का बेस वैल्यू रखता है तो हम बेस एड्रेसिंग मोड देखेंगे फिर CX वह विशेष रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल शिफ्ट रोटेट लूप इंस्ट्रक्शंस के लिए काउंट वैल्यू रखने के लिए काउंट रजिस्टर के रूप में किया जाता है फिर DX रजिस्टर यह डेटा रजिस्टर है एक जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में काम करने के अलावा इसे गुणन और विभाजन ऑपरेशन के लिए विशेष कार्य मिला है गुणन या विभाजन ऑपरेशन के दौरान हायर आर्डर 16 बिट्स को वहां संग्रहीत किया जाएगा फिर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर SP है तो इसका उपयोग टॉप स्टैक मेमोरी के ऑफसेट एड्रेस को रखने के लिए किया जाता है तो यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर नीचे की ओर इंगित करेगा और स्टैक पॉइंटर उसी के भीतर ऑफसेट की ओर इशारा करेगा फिर हमें बेस पॉइंटर मिल गया है तो इसका उपयोग ऑपरेंड को स्टैक से दूर प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग एक सेगमेंट रजिस्टर के रूप में कर रहा है और फिर हम इस BP द्वारा स्टैक सेगमेंट के भीतर एक्सेस कर सकते है उसके बाद यह सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI है यह स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए सोर्स ऑपरेंड का इंडेक्स मान रखता है और फिर DI डेटा इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स तो यह स्ट्रिंग ऑपरेशन में डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए है इसके बाद हम एड्रेसिंग मोड्स को देखते है इन रजिस्टर्स की तरह 8086 अच्छी संख्या में एड्रेसिंग मोड्स का समर्थन करता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को एक डेटा पर काम करना पड़ता है और अलग अलग तरीके होते है जिससे सोर्स ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में निरूपित किया जा सकता है तो यह वास्तव में एड्रेसिंग मोड है हम जानते है कि 8085 में हमने कई एड्रेसिंग मोड्स भी देखे है 8086 के मामले में हमारे पास विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स हो सकते है जैसे कि रजिस्टर एड्रेसिंग जहां एक रजिस्टर को ऑपरेंड के रूप में उपयोग किया जाता है फिर इमीडियेट एड्रेसिंग जहां मूल्य जिस पर यह ऑपरेशन होगा इंस्ट्रक्शन के साथ ही निर्दिष्ट किया गया है कॉन्स्टन्ट वैल्यूज निर्दिष्ट किए जाते है फिर हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मिल गया है जहां हमें यह मेमोरी एड्रेस सीधे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है फिर रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग जिसमें यह रजिस्टर एड्रेस के रूप में कार्य करेगा और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए रजिस्टर सामग्री का उपयोग किया जाएगाफिर यह बेस्ड एड्रेसिंग है जो कि अरे प्रकार के एक्सेस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है तो एक बेस एड्रेस होता है और उस संबंध में यह इसे एक्सेस कर रहा है कुछ बेस रजिस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है फिर हमारे पास इंडेक्स्ड एड्रेसिंग है SI और DI रजिस्टर्स का उपयोग इंडेक्सिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है फिर बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग जहां यह बेस और इंडेक्स एक साथ जोड़ दिए जाते है फिर स्ट्रिंग एड्रेसिंग होती है पोर्ट एक्सेस के लिए हमें डायरेक्ट IO पोर्ट एड्रेसिंग और इंडायरेक्ट IO पोर्ट एड्रेसिंग मिला है और जंप इंस्ट्रक्शंस और इस कॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें रिलेटिव एड्रेसिंग मिला है यह रिलेटिव एड्रेसिंग वर्तमान लोकेशन के सापेक्ष हो सकता है और फिर हमें यह इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मिला है जहां ऑपरेंड को अलग से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं हैऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में निहित है तो हम इन एड्रेसिंग मोड्स को देखेंगेऑपरेशन के विभिन्न मोड है